वेव समीकरण का डीएलेम्बर्ट हल आपका फिर से स्वागत है पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा है कि द्वतीय क्रम की रेखीय आंशिक अवकल समीकरण का क्रम कैसे कम किया जाए केनोनिकल रूप में जो इन तीन विशिष्ट समीकरणों में से एक वेव समीकरण एक अन्य हीट समीकरण और लाप्लास समीकरण तो यह तीन प्रकार हैं जो अतिपरवलयिक परवलयिक और अण्डाकार प्रकार के समीकरण हैं तो आज हमारे इस वीडियो में केवल प्रारंभिक या सीमा मान समस्याएं होंगी वेव समीकरण के लिए प्रारंभिक और सीमा मान समस्याएं से शुरू करने के लिए हम वेव समीकरण से शुरू करेगे और हम सीमा देते हैं जिसे हम मानते हैं कि कुछ डोमैन में हल करने का प्रयास करेंगे और फिर यदि हमारे पास एक सीमा है तो आप एक सीमा डेटा प्रदान करते हैं और यदि यह है और आप प्रारंभिक डेटा भी प्रदान करते हैं और इस तरह की समस्याओं को हल करने के तरीकों को देखेंगे तो एक वेव समीकरण के साथ शुरू करने के लिए हम एक वेव समीकरण पर विचार करते हैं ताकि आप देख सकें कि वेव समीकरण हमने पहले ही हल कर लि थी आपने utt c2uxx0 देखा है यह स्थानिक रूप से आपके पास एक आयाम है इसलिए आपके पास x एक स्थानिक चर के रूप में है जो पूर्ण डोमैन है मुझे लगता है कि यह दिया गया है इसका मतलब है कि एक पूर्ण डोमैन है और t वह समय है जहां t 0 है इसलिए आपके पास दो चर x और t x एक स्थानिक चर है और t एक समय चर है क्योंकि t समय है आप इसे हमेशा धनात्मक लेंगे तो आपके पास किसी प्रकार का डोमैन है यह t है और यह x है इसलिए यह एक आयाम है क्योंकि स्थानिक चर एक आयाम है इसलिए यह एक आयामी विकास समीकरण है इसलिए वेव समीकरण ठीक है विकास का मतलब है कि समय बीतने के साथ आप विस्थापन का विकास को देखते हैं विस्थापन से मेरा मतलब है आश्रित चर ux t जो समय पर निर्भर करता है कि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान क्या है इस अनंत डोरी का विस्थापन क्या है तो यह भी इस एक अनंत डोरी मॉडल है c के लिए है यदि आप c को डोरी के तनाव के रूप मे ले और ρ डोरी का घनत्व है अगर आप इस डोरी के घनत्व को समान रूप से वितरित माने तो √Tρc तो c2Tρ जहां T तनाव डोरी तनाव का मापांक है तो आप बस तनाव कह सकते है और ρ एक घनत्व डोरी का घनत्व है तो एक समान है आपके पास अनंत डोरी है उसे आप इस मॉडल के साथ मॉडल कर सकते हैं इस एक आयामी वेव समीकरण के साथ तो हम एक आयाम लिख सकते हैं इसलिए वास्तव में एक आयामी वेव समीकरण तो क्योंकि स्थानिक चर एक आयामी है तो यह आपका समीकरण है आपके पास आपका डोमैन है अब सीमा क्या है आप देखते हैं कि आपके पास अनंत है असीमित डोमैन है अर्थात x अनंत है लेकिन देखें कि t 0 आपको प्रदान करना चाहिए जो वास्तव में एक प्रकार की सीमा है यदि आप पूर्ण डोमैन के रूप में x t डोमैन को देखे लेकिन वास्तविक रूप से यह प्रारंभिक मान है प्रारंभिक डेटा और आपको t 0 प्रारंभिक डेटा की तरह दिया गया है आप इसे सीमा डेटा नहीं कहते हैं क्योंकि यह स्थानिक चर x के अनुरूप नहीं है तो आपके पास t 0 पर प्रारंभिक डेटा है इसलिए प्रारंभिक डेटा ux0 दिया गया है इसका मतलब है कि आपको एक समय t0 प्रदान किया गया हैं प्रत्येक x ∈ R के लिए आपकी डोरी का विस्थापन u x 0f क्या है और इसलिए भी कि यह t द्वतीय क्रम का अवकलन की है आपको प्रारंभिक डेटा के लिए दो प्रतिबंध प्रदान करना चाहिए तो आपको इस डोरी का वेग t0 पर प्रदान किया गया हैअनंत डोरी के हर बिंदु पर फलन दिया गया हैं तो मूल रूप से आप इस डोमैन से शुरू करते हैं x ∈ R x पूर्ण वास्तविक अक्ष है यदि यह आपका डोमैन है तो हमें इस प्रारंभिक डेटा के साथ इस समीकरण को हल करना होगा तो इसे हल करने का प्रयास करेंगे इसे डीएलेम्बर्ट हल कहा जाता है तो हल को डी'एलेम्बर्ट के नाम पर डीएलेम्बर्ट हल का नाम गया है हम यह कैसे करते हैं कैसे सबसे पहले आपको सामान्य अवकलन समीकरण की तरह हल करना होगा यह एक सीमा डेटा की तरह है तो यह t0 सीमा पर दिया गया डेटा है यह एकमात्र सीमा है जो आपके पास है यानी ux0f तथा utx0g तो आपको सबसे पहले इस समीकरण का सामान्य हल ज्ञात करना होगा और फिर आप इस सीमा की प्रतिबंध को लागू करे इन स्वेच्छिक फलनों को प्राप्त करते हैं जो इस प्रारंभिक डेटा के आधार पर तय करते हैं इस समस्या का हल कैसे प्राप्त करते हैं तो यह प्रारंभिक मान समस्या है तो हम क्या करते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि इसे केनोनिकल रूप में कैसे लिखा जाए utt c2uxx0 इस समीकरण मे यदि मैं ξx−ct ηxct लूं तो हम देखते है कि आपको मिलता uξη0 है वेव समीकरण uξη0 मे बदल जाती है इसमे हम क्या देखा है और तुरंत यदि आप इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते है तो आप देखते है की uξη यदि आप केवल दोनों पक्षों का समाकलन करते हैहमने पिछले वीडियो में देखा uξηc1ξc2ηc1x−ctc2xct जहाँ c1 c2 स्वैच्छिक फलन हैं तो एक बार आपके पास यह होयह वेव समीकरण का आपका सामान्य हल है जिसे हमने देखा है यह वेव समीकरण का सामान्य हल है अब हम बस इन सीमा प्रतिबंधों को लागू करने का प्रयास करते हैं तो आपकी सीमा प्रतिबंध क्या हैं ux0f तो ux0 तो आप कोशिश करते हैं इसलिए एक बार जब आपके नए चर में एक सामान्य हल प्राप्त करते हैं तो यह uξηc1ξ c2η और एक बार आप इस पुराने चर लाने के u x tc1x−ctc2xct के लिए यह आपकी वेव समीकरण का सामान्य हल है अब आप प्रारंभिक शर्त ux0f लागू करें तो f c1c2 utx0 का क्या होगा तो utx0 क्या होगा यह होगा तो यह क्या होगा यह वास्तव मे है तो यह मेरे बाये हाथ की ओर g तो यह मेरा समी है तो यह आपका समी fc1c2 यह आपका समी है तो दूसरा समीकरण मैं इसे दूसरा समीकरण नहीं कहूँगी अब आप एक और कदम उठाएं ताकि आप इस समीकरण का समाकलन करने का प्रयास करें आप फलन g x∈R का समाकलन करने की कोशिश करे तो आप चुने कुछ तो आपके पास प्रारंभिक मान समस्या t 0 तो वैसे भी तो आप बस किसी भी बिंदु x0 से आपके डोमैन x मे समाकलन कीजिए डोमैन x में हम यह वास्तविक रेखा हैं आप कोई भी बिंदु चुने x0 से x x स्वैच्छिक मान है तो यदि आप का समाकलन करे s केवल डमी है तो यह ओर कुछ नहीं है तो इससे मुझे c1 तथा c2 मे समीकरण प्राप्त होता है इसलिए यदि आप एकीकृत करते हैं ∫ x0 तो यह और कुछ नहीं तो इसे दूसरी तरफ लाएँ ताकि आप जो देख सकें वह आपका समी है तो से f c1c2 अतः यदि आप समी तथा को जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है तो अब आप दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कीजिए अब आप समी तथा को घटाइए देता है आप को प्राप्त होता है तो अब आप 2 से भाग दे दीजिए अब हम देखते है की c2c1 यह है तो मुझे क्या चाहिए मेरे पास u x t c1x−ctc2xct सामान्य हल के रूप मे है तो आप uxt को क्या लिख सकते है तो यह 12c2−c1 कट जाता है आप क्या देखते है की आप बस इन दो पदो 12fx−ct 12fxct को जोड़ देते है इस को ऐसे लिख सकते है यदि आप इन को करे आप लिख सकते है तो यदि आप इसे जोड़ दे तथा इसे uxt लिखे तो यह मेरा यह है तो यह प्रारम्भिक मान समस्या का हल है जिसे मैंने परिभाषित किया है इसलिए यह आपका हल है जो वास्तविक रेखा के प्रत्येक x तथा प्रत्येक t0 के लिए काम करता है यह प्रारंभिक डेटा के साथ वेव समीकरण का डीएलेम्बर्ट हल है तो आपने एक बार दिया है कि यदि आपको प्रारंभिक डेटा दिया गया है जो कि f और g एक अनंत डोरी पर प्रारंभिक विस्थापन और अनंत डोरी के साथ उसका वेग है यदि आपको प्रारंभिक समय में जानते हैं जो की t0 है आप वास्तव में प्रत्येक समय पर यह पता लगा सकते हैं कि इस डोरी का विस्थापन क्या है हमेशा के लिए आप इसे इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं तो डी'एलेम्बर्ट हल यही है यह आप कैसे कर सकते हैं आपके पास यदि डोमैन के रूप मे एक आयामी अनंत वेव समीकरण है तो वेव समीकरण वास्तव में दो चरों में द्वतीय क्रम की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण है जो की समय और स्थानिक चर x है लेकिन स्थानिक चर केवल एक आयामी है यही कारण है कि आप इसे एक आयामी वेव समीकरण कहते हैं तो डोरी शून्य से अनंत तक अर्ध अनंत भी हो सकती है इसलिए आपके पास एक तरफ शून्य हो सकता है ओर दूसरी तरफ अनंत यदि आपके पास अर्ध अनंत डोरी हो तो डोमैन 0x∞ t0 मे वेव समीकरण यदि इस डोमैन मे यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप वेव समीकरण को utt−c2uxx0 लिखे x अब x0 और t0 है तो यह अर्ध अनंत डोरी है अब यह क्या है यह एक आयामी वेव समीकरण है डोमैन फिर से आपके पास एक t है तो आपके पास एक समय डोमैन है तो आप प्रारंभिक डेटा प्रदान कर सकते हैं आपका प्रारंभिक डेटा क्या है ux0f यह क्या है x−अक्ष केवल x0 तो यह केवल धनात्मक x के लिए दिया utx0g हैतो डोमैन क्या है डोमैन 0−x है यहाँ सीमा है यह सीमा है और x 0 यह t के साथ है यह भी सीमा है तो t 0 पर यह रेखा इस सीमा के साथ प्रारंभिक डेटा है जिसे आपको भौतिक रूप से प्रदान करना होगा x 0 हर समय आपको एक सीमा डेटा प्रदान करना होगा क्योंकि यह ज्ञात है कि यह सीमा पर है यह सीमा बिंदु है केवल शून्य है इसलिए सीमा बिंदु शून्य है और वहां आपके पास अनंत पर अन्य सीमा स्थानिक सीमा है इसलिए आपके पास सीमा नहीं है इसलिए केवल सीमा x 0 पर है तो यह प्रारंभिक डेटा है प्रारंभिक डेटा फिर से हमेशा की तरह ही आपके पास दो प्रारंभिक डेटा होने चाहिए क्योकि आपको द्वतीय क्रम प्रदान किया गया है अब क्योंकि आपके पास यहां केवल एक सीमा है आपको सीमा डेटा को स्थानिक डेटा प्रदान करना होगा जिसका अर्थ है स्थानिक चर को प्रदान करना है आपके पास द्वतीय क्रम है परंतु आपको केवल x0 पर दो मानो को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो सिर्फ सीमा डेटा के लिए यही कारण है कि स्थानिक चर के लिए जो वास्तव में भौतिक सीमा है और उस सीमा का आपको एक डेटा प्रदान करना हैं विस्थापन ठीक से पता होना चाहिए तो वह सीमा क्या है जो x 0 हर समय t के लिए तो आप इस सीमा पर यह प्रदान करते हैं कि आपका u0t क्या है इसलिए यह ज्ञात होना चाहिए तो यदि आप इस u0t प्रदान करते हैं या तो यह या आप शायद वह फ्लक्स चाहते हैं जो u के x के सापेक्ष अवकलन है 0t पर या यह आपको प्रदान करना चाहिए द्वतीय क्रम या इनका संयोजन आप या तो ux0 या ∂u∂ xx0 प्रदान कर सकते हैं या इन दोनों का संयोजन आप प्रदान कर सकते हैं तो आप पहली बार इसके साथ शुरुआत करे मानते है कि x0 पर u दिया गया है अगर u0t0 मान लीजिए कि आप इसे निश्चित कर लेते हैं जिसका अर्थ है कि आपने डोरी के एक छोर को बांध दिया है तो उसका विस्थापन शून्य होगा किसी भी समय पर तो यह सीमा डेटा है तो यह सीमा प्रतिबंध हैं इन प्रारंभिक और सीमा डेटा के साथ डोमैन x0 में वेव समीकरण के लिए जो प्रारंभिक और सीमा मान समस्या बनाते है तो हम इसे कैसे हल करते हैं केवल इस अतिरिक्त सीमा डेटा को देखकर तो यदि आप वास्तव में धनात्मक x को ज्ञात करते हुए आप इस डोरी में विस्तार करने के लिए प्रयास करते है आप इस विस्तार को एक फलन uxt x0 के रूप मे करते हैजिसे ज्ञात किया जाना है मैं क्या करती हूं कि मैं इस फलन का विस्तार करने का प्रयास करती हूं सभी प्रारंभिक डेटा f g और इस u0t के लिए मैं इस तरह से विस्तार करने की कोशिश करती हूं कि यह एक विषम फलन हो यदि यह एक विषम फलन है उदाहरण के लिए आप कोई फलन F लीजिए जिसे x0 के लिए परिभाषित किया गया है ऋणात्मक पक्ष पर मैं इसे F−F−xx0 परिभाषित करती हूँ तो इसका अर्थ है कि ऋणात्मक पक्ष के लिए मैं इसे विषम फलन के रूप में परिभाषित करती हूं मैं इसे विषम फलन के रूप में विस्तारित करती हूं मैं इसे बढ़ाती हूं F केवल यहां ज्ञात है अब यहां डेटा का उपयोग करके मैं इसे ऋणात्मक पक्ष तक बढ़ाती हूं जिसका अर्थ है x0 पर बस −F−x लें क्योंकि x ऋणात्मक है तो यह धनात्मक होगा मुझे यहां पता है कि F को ऋणात्मक पक्ष मे डेटा के आधार पर परिभाषित किया गया है यदि यहां आपके पास यह डेटा है तो हम इसे कैसे करेगे मैं कैसे प्राप्त करूं तो आइए हम बस इतना ही मानते हैं कि एक अचर फलन F1 माइनस हैं माइनस एक विषम फलन है तो कुछ इस तरह से आप इसे करते हैं तो आप uxtfg को x0 के लिए विषम फलन के रूप में विस्तारित करे है मैं यह कैसे कर सकती हूं तो इसका अर्थ है कि u1 विस्तारित फलन है इस तरह मैं इसका विस्तार करती हूं इस तरह मैं अपने फलन u x t का विस्तार करती हूं तो इसी प्रकार आपको तथा मिलता है ये मेरे विस्तारित फलन हैं ऐसा करने का क्या फायदा है ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि अब u 0t 0 का उपयोग करने का प्रयास करने पर यह शून्य हो जाता है यदि आप चाहते है की यह फलन संतत हो यदि आप u1xt को संतत चाहते है तो u1 को धनात्मक पक्ष मे ले आप इसे यह ले है यह एक u0t है इसका अर्थ है कि आप केवल धनात्मक पक्ष जानते है यह शून्य है तो इस सीमा में uxt जब x 0 की ओर जाता है 0 हो जाता है तो यह u1xt0 की तरह ही है और यदि आप चाहते हैं कि u1 संतत हो तो इसे u1 कि तरह ही होना चाहिए तो क्या u1 क्या है इस तरह नहीं तो चलिए मानते है कि आप u1xt को x0 पर संतत बनाना चाहते है यदि आप चाहते हैं u1 संतत ओर अवकलनीय हो इसे इस तरह से विस्तारित करें कि यह निरंतर हो जैसा कि उदाहरण मे प्रदर्शित किया गया है आप इस संतत फलन को नहीं लेते इसे देखें यह यहाँ असंतत है आप इसे इस तरह से विस्तारित करते हैं कि संतत तथा अवकलनीय होना चाहिए यदि आप मेरे द्वारा किए गए का प्रयोग करना चाहते है तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि इस डोमैन ¿ से ∞ ∞ तक कैसे विस्तारित करना है ताकि विस्तारित फलन भी वेव समीकरण को संतुष्ट करे तो इसका अर्थ है कि यह अवकलनीय होना चाहिए तो आपको इस तरह से विस्तार करना पड़ेगा कि वह अवकलनीय हों तो केवल संतत तथा अवकलनीय तो आप चाहते हैं कि यह संतत बना रहे तो आपको यह u 0t −u−0t करना होगा इसका अर्थ है कि u0t−u0t जिसका अर्थ केवल u0t 0 है यह स्वाभाविक रूप से पूर्व मे से ही संतुष्ट है यह सीमा प्रतिबंध दिया गया है यदि आप ऐसा करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से संतुष्ट है यदि आप अपने अज्ञात फलन के लिए इस विषम विस्तार को चुनते हैं जो संतुष्ट भी करता है तथा आप देखते हैं कि U वास्तव में x0 के लिए वेव समीकरण को संतुष्ट करता है यदि आप यहां −u−x t के लिए भी करते हैं यदि आप दो बार अवकलन कर के uxx−x t लेते है और उसका t के सापेक्ष अवकलन utt−x t होगा वे पहले से ही uxx x t utt−x t को संतुष्ट करते हैं जो x0 के लिए भिन्न है तो यदि आप −c2uxx−x t −utt−x t रखते है तो यह और कुछ नहीं बल्कि −c2uxx−xtutt−xt और यह x0 है तो आप देखते हैं कि यह सब सूपरिभाषित है यह एक सकारात्मक डोमैन में U द्वारा संतुष्ट U के लिए X U वेव समीकरण के लिए एक वेव समीकरण है X ऋणात्मक हो जिसका अर्थ है कि ऋणात्मक X धनात्मक है तो यह शून्य है तो U जिसका u xt x0 के लिए ऋणात्मक है भी वेव समीकरण को संतुष्ट करता है अब आप मान लें कि वे इतने निरंतर है कि uxx utt सभी x0 पर संतत हैं तो u1 संतत फलन है u1 वेव समीकरण को भी संतुष्ट करता है तो मानते हैं x0 पर संतत हैं हम देखते हैं कि यह मानकर कि वे संतत हैं हमे क्या प्राप्त होता है हम देख रहे हैं कि u1xt वेव समीकरण को संतुष्ट करता हैअर्थात अब u1 को यहां प्रत्येक x ∈ R के लिए परिभाषित किया गया है यहाँ तक कि ऋणात्मक पक्ष के लिए भी वे संतत हैं इसलिए आपका u1 भी होगा क्योंकि वे संतत हैं जिसके कारण ना केवल वे अवकलनीय है उनके अवकलज भी संतत होगे इसलिए यह u खुद भी संतत है अर्थात सीमा प्रतिबंध स्वतः संतुष्ट हो जाती है तो आपके पास है यदि आप अपने u f और g को एक विषम फलन के रूप में विस्तारित करे तो यह सीमा प्रतिबंध स्वतः संतुष्ट हो जाती है तो u1 स्वतः ही वेव समीकरण को संतुष्ट करता है अब आपके u1 x 0ux 0 के साथ क्या होता है x0 के लिए u1x0−u−x0 x0 के लिए तो यह और कुछ नहीं बल्कि है और इसी तरह यह है

आपके पास प्रत्येक वास्तविक मान के लिए एक सीमा डेटा है अब हमारे पास डेटा है तो आप यहां लिख सकें तो ओर इसी प्रकार तो अब यह पहले की समस्या की तरह है जो सीमा प्रतिबंध को स्वतः संतुष्ट करती है यह इस प्रारंभिक डेटा का उपयोग करके स्वतः संतुष्ट हो जाती है हमने इस फलन को एक विषम फलन के रूप में विस्तारित किया है ताकि सीमा प्रतिबंध स्वतः संतुष्ट हो अब आपके पास केवल वेव समीकरण है और पूर्ण वास्तविक रेखा जिसका हल हम पहले से ही जानते हैं जो की डी'एलेम्बर्ट हल है तो इसका अर्थ है यह आपका हल u1xt है लेकिन आप x0 के लिए uxt चाहते है आपके पास x0 के लिए दो स्थितियाँ है जो आप नहीं जानते फलन f1 के साथ क्या होता है तो आप u x tu1 x t x0 पर चाहते हैं यह वास्तव में आपकी दो स्थितियों के बराबर है एक जब 0xct उस स्थिति में x ct ऋणात्मक है आप देख सकते हैं कि f1 ऋणात्मक है इसलिए x ct इस फलन का यह निर्देशांक f1 ऋणात्मक है मैं इस फलन से लिखूँगी परंतु मुझे यह g के पदो मे लिखना है g1 मे नहीं तो जब 0xct x ct0 तो स्पष्ट है g10 तो मुझे इसे -g से बदलना होगा क्योकि x ct0 तो जब xct0 तो g1 g होगा इस लिए अब दूसरा पद क्या है आप x को धनात्मक चाहते है तो xct f1 हमेशा धनात्मक होगा इस लिए आप लिख सकते है अब आप इसे 0s मे g1 के पदो मे तोड़ना चाहेगे जो की धनात्मक है इसी कारण मे g1 को g से बादल रही हूँ इसी प्रकार 0 xct s अभी भी धनात्मक है तो इन्हे जोड़ने पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा तो आपको यह मिलेगा तो यदि आप इसे जोड़ कर अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपके पास यहां यह अच्छा रूप है तो यह आपका सामान्य हल है सामान्य हल नहीं यह अर्ध अनंत डोमैन में प्रारंभिक सीमा मान समस्या का हल है जब x धनात्मक है तो यह आवश्यक हल है तो आप देखते हैं कि दिया गया डेटा f और g है f और g ज्ञात है आप जानते है की आपका uxt क्या है आपके पास हमेशा विस्थापन है भले ही यह अर्ध अनंत डोमैन पर दिया गया हो जो शून्य से अनंत डोरी है अर्ध अनंत डोरी लेकिन डोरी का एक सिरा स्थिर है जिसका अर्थ है कि विस्थापन शून्य है इस तरह से आप बस इस फलन को विषम फलन के रूप में विस्तारित कर रहे हैं लेकिन एक आसान तरीके से आप इसे बढ़ाते हैं ताकि यह स्वतः वेव समीकरण और सीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट कर सके ताकि आप अपने हल डी'एलेम्बर्ट हल का उपयोग यहां इसका हल लिखने के लिए कर सकें तो हम यह भी देखेंगे कि हम उसी तरह से यह भी देख सकते हैं कि यदि आपका सीमा डेटा न्यूमैन डेटा है जो कि u0 t के अलावा है यदि आपके पास x0 पर ux0 t दिया गया है इसका अर्थ क्या है ux0 t जिसका अर्थ डोरी का x0 पर ढाल है आप इस ढाल को इस तरह से निश्चित कर सकते है कि यह 0 हो यदि आपको यह ux0t0 प्रतिबंध दिया गया हो इसके बजाय यदि आपको यह प्रतिबंध u0t0 दिया गया हैं तो हम इसे कैसे हल करेंगे इसलिए केवल एक ही डोमैन वेव समीकरण प्रारंभिक डेटा मे समान है अब आप इस प्रकार के सीमा डेटा को बदल रहे हैं तब केवल विचार केवल फलन को एक सम फलन के रूप में विस्तारित करने का है ताकि यह स्वतः संतुष्ट हो जाए तो आप वास्तव में इन दो प्रकारों को हल कर सकते हैं यह या यह दिया गया हो यदि ux00 दिया गया हो आप इस u f और g का प्रारंभिक डेटा से विस्तार कर सकते है एक विषम फलन के रूप मे यदि आपका सीमा डेटा ux 0t 0 है तो आप इन अज्ञात फलनो uxtऔर प्रारंभिक डेटा f g का विस्तार कर सकते है आप इनका सुचारु विस्तार कर सकते है सम फलन के रूप मे ताकि यह स्वतः वेव समीकरण और सीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट कर सके ताकि आप डी'एलेम्बर्ट हल का उपयोग कर सकें और इसके साथ ही हम अगले वीडियो में देखेंगे कि एक और अन्य सीमा प्रतिबंध क्या हो सकता है जो अर्ध अनंत डोमैन में हम x0 पर दे सकते हैं इसे हम अगले वीडियो में देखेगे बहुत बहुत धन्यवाद